नमस्कार पाठ्यक्रम दो चरण प्रवाह और गर्मी हस्तांतरण के आठवें व्याख्यान में आपका स्वागत है इसमें हम कुंडलाकार प्रवाह मॉडल को समझेंगे कुंडलाकार प्रवाह मॉडल गैस तरल दो चरण प्रवाह स्वरूप में एक विशिष्ट प्रवाह है जहां आपको पता चलेगा कि तरल परत पाइप के साथ चिपक गई है और पाइप के कोर में गैसीय चरण का पता चलेगा इसलिए इस व्याख्यान में हम लैमिनार और टरबुलेंट प्रवृत्ति में फिल्म के वेग की गणना के बारे में जोर देंगे हम दो चरण प्रवाह विन्यास कुंडलाकार दो चरण प्रवाह विन्यास में फिल्म प्रवाह दर का मूल्यांकन करेंगे हम फिल्म रेनॉल्ड्स संख्या के आधार पर नॉन डायमेंशनल फिल्म मोटाई का आकलन करेंगे साथ ही हम केवल गैस या तरल भाग के लिए 2 चरण गुणक को वॉयड फ्रैक्शन रूप में परिभाषित करेंगे तो पहले हमें यह देखना चाहिए कि चित्रात्मक दृष्टिकोण में यहाँ कुंडलाकार प्रवाह विन्यास कैसे दिखाया जा सकता है यहाँ मैंने आपको एक पाइप दिखाया है जिसके अंदर कुंडलाकार प्रवाह हो रहा है आप इसके अंदर देखते हैं हमारे पास पहली फिल्म वॉल के साथ चिपकी हुई है और कोर के अंदर हमारे पास गैसीय चरण हैं ठीक अब यहां आप फिल्म में देख सकते हैं कि हमने इस तरह का छोटा तत्व लिया है और इस तत्व पर अपरूपण प्रतिबल τ मिलेगा जो कि निकटवर्ती तरल परतों से मिलेगा और इंटरफ़ेस में यह ऊपर की दिशा में अपरूपण प्रतिबल τ i होगा अब दीवार के पास इस शियर स्ट्रेस को τw में परिवर्तित किया जा रहा है जो कि वॉल अपरूपण तनाव के अलावा और कुछ नहीं है और अगर हम इस द्रव तत्व के बारे में सोचते हैं तो द्रव तत्व में नीचे से P के रूप में दबाव होगा और ऊपर से यह P dP होगा ठीक है इस तत्व की लंबाई जिसे हमने यहाँ 𝛿 z माना है अब यदि हम बल संतुलन करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम इंटरफ़ेस में अपरूपण प्रतिबल मिलेगा इस द्रव तत्व की बाहरी परत पर अपरूपण प्रतिबल और साथ ही नीचे की दिशा में हमारे पास द्रव तत्व का कुछ भार होगा जो कि नीचे की दिशा में क्रियाशील है इसके अलावा हमारे पास दबाव बल P dP और P है ठीक है इसलिए यदि आप यहां पर बल संतुलन समीकरण लिखते हैं तो आप पहला टर्म देख सकते हैं जो मैंने लिखा है यह कुछ भी नहीं है लेकिन 2 π r गुना 𝛿 z है जो कि वह क्षेत्र है जिसके माध्यम से यह τ या अपरूपण प्रतिबल अन्य तरल परतो के द्वारा लगाया जा रहा है ठीक तो यह नीचे की दिशा में है क्योंकि τ नीचे की दिशा में है कुछ इसी अंदाज में यहां हमने अपरूपण प्रतिबल को लिखा है जो तरल परत मिल रही है वह गैसीय इंटरफ़ेस से प्राप्त हुआ है जो ऊपर की दिशा में है यही कारण है कि यहां हम एक प्लस साइन कर रहे हैं क्षेत्र एक बार फिर से 2 π r 𝛿 z होगा और अपरूपण इंटरफेशियल अपरूपण प्रतिबल का परिमाण कुछ और नहीं बल्कि τ i है तो ये दोनों अपरूपण प्रतिबल से आ रहे हैं और यह वास्तव में आपका इंटरफेसियल अपरूपण प्रतिबल है अब जैसा कि मैंने बताया है कि हम यहाँ पर किसी न किसी प्रकार के तरल पदार्थ का भार उठा रहे हैं तो घनत्व गुणा वॉल्यूम द्वारा वजन का पता लगाया जा सकता है तो वॉल्यूम के लिए π 𝛿 z है तो यह वॉल्यूम गुणा तरल का घनत्व ρf और g जो कि नीचे की दिशा में कार्य कर रहा है इसलिए इसके परिणामस्वरूप हम माइनस साइन कर रहे हैं और दबाव बल आप यहां देखें कि हमारे पास नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से P प्लस डेल्टा P है तो यह P P dP होगा अब यह dP अगर हम यूनिट लंबाई 𝛿 Z के लिए विचार करते हैं तो हम P P dP dz 𝛿 Z में लिख सकते हैं इसलिए ये 𝛿 Z और 𝛿 Z रद्द हो जाते हैं लेकिन dPdz की गणना के लिए मैंने इस तरह लिखा है यह दबाव π डेल्टा z क्षेत्र पर काम कर रहा है जो नीचे का क्षेत्र है या आप तरल फिल्म का शीर्ष क्षेत्र कह सकते हैं इसलिए यहाँ से यदि आप इसे सरल करते हैं और टाउ के मूल्य की गणना करने का प्रयास करते हैं तो आपको टाउ मिल जाएगा जैसा कि τ बराबर τ i गुना ri r 12 ρf g dP dz dP dz यहां से आता है गुना r है इन समीकरणों से एक सरल गणना यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस टाउ का मान क्या है तो इस समीकरण में आपको रद्द करने के बाद मिल जाएगा अब हमारे पास विभिन्न प्रकार की फिल्म प्रवाह कर रहे हैं इसलिए फिल्म प्रवाह के लिए जो मैंने दिखाया है वह समीकरण है लैमिनार फिल्म प्रवाह के मामले में हम τ μf du f dy लिख सकते हैं तो यह आगे कुछ परिवर्तन द्वारा गणना की जा सकती है परिवर्तन इस तरह हैं तो आइए हम यह देखने की कोशिश करें कि टरबुलेंट फिल्म प्रवाह के मामले में क्या होता है तो टरबुलेंट फिल्म प्रवाह के मामले में हम जानते हैं कि हमें कई परतों पर विचार करना होगा पहले एक लामिना उप परत होती है फिर एक बफर परत होंगी और हम टरबुलेंट परत भी हो सकती हैं इसलिए मैंने यहां केवल 2 परतों का उदाहरण दिया है लैमिनार उप परत और एक अति टरबुलेंट परत तो हम द्रव यांत्रिकी से जानते हैं कि लैमिनार की उप परत में uf के बराबर y uf होता है जहां uf uf के अलावा और कुछ नहीं uf uτ है और uτ को τ ρ 12 के रूप में लिखा जा सकता है और y एक विशेषता लंबाई है जिसे आप लिख सकते हैं कि y गुना uτ ρf गुना μ ρf ρf है तो आप एक समान तरीके से बस क्या कर सकते हैं यदि आप यह लिखते हैं कि क्या uf प्लस y प्लस के बराबर है यहाँ पर इन समीकरणों को इसके अंदर उपयोग करने पर आपको पता चलेगा कि uf को τ के रूप में लिखा जा सकता है और जो uf के रूप में आता है वह d 2r 2 μf गुना τ के बराबर होता है पहले से ही हम व्यक्त कर चुके हैं कि फिल्म प्रवाह के लिए यहाँ पर τ है तो हम यहाँ पर टाउ को बदल सकते हैं और टरबुलेंट लैमिनार सब लेयर ज़ोन के लिए uf लिख सकते हैं 2 μf गुना τ i r i r ½ ρf g dP dz गुना r2 ri 2 r लिख सकते हैं है इसी तरह की चीजें टरबुलेंट परत के मामले में भी की जा सकती है टरबुलेंट परत के लिए हम जानते हैं कि uf 55 25 ln y के बराबर है यह आमतौर पर द्रव यांत्रिकी से आता है तो हम एक समान फैशन में क्या कर सकते हैं जैसा कि हमने लैमिनार लैमिनार उप परत में किया है हम इसे टरबुलेंट परत के लिए भी कर सकते हैं हम यह पता लगा सकते हैं कि uf को 55 τ ρf ½ 25 ln τ ρf ½ ln yτ μf में लिखा जा सकता है इसलिए एक बार फिर हम τ को क्या कर सकते हैं हम पिछले समीकरण से बदल सकते हैं जो हमने फिल्म के प्रवाह के लिए खोजा है और अंत में इस तरह से फिल्म वेग प्राप्त करते हैं इसलिए दोनों ही लैमिनार और टरबुलेंट प्रवृत्ति के लिए हमने दिखाया है कि फिल्म वेग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है यह बहुत महत्वपूर्ण है कुंडलाकार प्रवाह शासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसके बाद जैसा कि हमने प्रवाह वेग का पता लगाया है लैमिनार फिल्म प्रवाह वेग का पता लगाया है यह पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि फिल्म प्रवाह दर क्या है तो हमने यहाँ पर क्या किया है wfF जो कि फिल्म प्रवाह दर है जिसे हमने 0 से डेल्टा π कैपिटल D dy ρf गुना में इंटीग्रेशन करके पाया है तो यह मूल रूप से π D dy uf ρf है इसलिए y के लिए सीमा 0 से 𝛿 है तो आप इसे लैमिनार डोमेन के लिए लिख सकते हैं कि यह uf इस तरीके से यह y τ μf ठीक है और यदि आप 0 से डेल्टा के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको लैमिनर फिल्म प्रवाह के लिए अंतिम अभिव्यक्ति मिल जाएगी π d ρf τ 𝛿2 b 2 μ f जहां τ अपरूपण प्रतिबल है जिसे हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं टरबुलेंट प्रवाह के लिए भी ऐसा ही किया जा सकता है टरबुलेंट प्रवाह के मामले में यह π D ρf 0 से 𝛿 uf dy और यहां uf को uf द्वारा बदल दिया जाएगा ठीक है और dy को dy से और उसी समय आपकी सीमा बदल जाएगी 𝛿 से 𝛿 ठीक है पहले से ही हमने कहा है कि y और y के बीच क्या संबंध है यहां 𝛿 को 𝛿 u τ ρf μf बनाया जाएगा तो एक बार जब आपको पता चल जाता है कि यह uf के लिए समीकरण है इसके आधार पर कि आप किस परत में हैं आपको इंटीग्रेशन मान पता चल जाएगा और आप अशांत प्रवृत्ति के लिए फिल्म प्रवाह दर प्राप्त कर सकते हैं अगला हमें कुछ और हद तक देखने दें यदि पिछले मामले में हमने दिखाया है कि फिल्म ऊपर की ओर गतिमान थी तो चलिए इस मामले में हम आपको बता रहे हैं कि आप फॉलिंग फिल्म देख रहे हैं इसलिए फिल्म वास्तव में नीचे की ओर गिर रही है और गैस ऊपर की ओर बढ़ रही है तो इस मामले में हम क्या कर सकते हैं हम आम तौर पर इसी तरह का आंकड़ा ठीक पा सकते हैं जो हमने पहले दिखाया है केवल यह τ w ऊपर की दिशा में है क्योंकि फिल्म अब नीचे की ओर गिर रही है अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि गैसीय वेगों के लिए क्या होता है इसलिए यदि हम प्राप्त करते हैं यदि आप विचार करते हैं की वह गैस वेग बहुत कम है तो dPdz को माइनस ρg गुना g के बराबर लिख सकते हैं और इस मामले में यदि आपके पास बहुत कम गैस वेग कर रहे हैं तो हम आप मान सकते हैं कि इंटरफ़ेस में कोई अपरूपण प्रतिबल नहीं है तो τ i लगभग 0 के बराबर है तो τ i यहाँ पर लगभग 0 के बराबर है इसलिए यदि आप पिछले समीकरण को लागू करते हैं जो कि हमने τ i के लिए यहाँ पर प्राप्त किया है और इस τ को 0 के बराबर बनाया है तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जैसे τ ½ ρf ρg g r के बराबर होगा अब हम इसे आसान रूपों में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं तो क्या हो रहा है हम यह मानकर चलेंगे कि फिल्म की मोटाई पाइप के व्यास की तुलना में बहुत कम है इसलिए 𝛿 कम है D की तुलना में इस धारणा के तहत हम r ri लिख सकते हैं तो r माना था क्रॉस सेक्शनल अर्ध व्यास था और ri इंटरफेसियल अर्ध व्यास था जो करीब करीब 2r के बराबर होगा क्योंकि 𝛿 बहुत छोटा है तो इसके तहत हम नीचे लिख सकते हैं यदि आप यहाँ पर देखें तो वह r ri गुणा होगा इसलिए r ri को हम 2r के रूप में लिख सकते हैं ताकि r और यह r रद्द हो जाएगा अंत में हम माइनस ρf ρg g प्राप्त करेंगे एक बार फिर हम लिख सकते हैं जो करीब करीब 𝛿 y के बराबर है याद रखें कि y वॉल से गणना की जा रही है ताकि 𝛿 y हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं को हम 𝛿 y के संदर्भ में बदल सकते हैं और फॉलिंग फिल्म τ के लिए अंतिम समीकरण आ जाएगी τ ρf ρg g 𝛿 y के बराबर है सही है तो यह गिराव फिल्म प्रवाह अपरूपण प्रतिबल का समीकरण है आगे हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यह लामिना का प्रवाह है तो क्या होता है एक विशिष्ट शैली में अगर हम इस τ को μ गुना del uf del y से बदल देते हैं तो एक बार फिर y के संबंध में इंटीग्रेट करें तो आपको मिलेगा uf माइनस g μf गुना ρf ρg और इस टर्म 𝛿 y का इंटीग्रेशन होगा हम आपको 𝛿 y y 2 2 देंगे इसलिए यदि आप आगे बढ़ते हैं और प्रति यूनिट चौड़ाई द्रव्यमान प्रवाह दर का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो गामा को माइनस ρf 0 से डेल्टा uf गुणा dy के रूप में लिखा जा सकता है तो यह द्रव्यमान प्रवाह दर प्रति यूनिट चौड़ाई है तो आप इस uf को इस फ़ंक्शन के रूप में लिख सकते हैं और एक बार फिर 0 से डेल्टा में इंटीग्रेट कर सकते हैं आपको अंतिम समीकरण को ρf g गुना ρf ρg μ f 𝛿3 3 मिलेगा इसलिए आप देखते हैं कि प्रति यूनिट चौड़ाई में द्रव्यमान प्रवाह दर वास्तव में 𝛿3 पर निर्भर है इस शैली में जाकर हम क्या कर सकते हैं हम एक विशिष्ट नॉन डायमेंशनल संख्या को परिभाषित कर सकते हैं जिसे फिल्म रेनॉल्ड्स संख्या कहा जाता है इसलिए यहाँ हम फिल्म रेनॉल्ड्स की संख्या को Re गामा के रूप में परिभाषित कर रहे हैं इसलिए Re गामा फिल्म की मोटाई पर निर्भर करेगा तो लंबाई पैमाने आम तौर पर फिल्म की मोटाई होगी तो हमने क्या किया है हमने फिल्म रेनॉल्ड्स की संख्या को 4 𝛿 uf ρf μf के रूप में परिभाषित किया है एक बार जब आप प्रति यूनिट चौड़ाई के लिए इस द्रव्यमान प्रवाह दर के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं और आप जानते हैं कि पहले से ही हमने uf को यहां पर देखा है तो अगर हम इस uf और गामा दोनों को यहां पर प्लग करते हैं हम इस फिल्म रेनॉल्ड्स संख्या को गामा और uf के एक फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं तो हमें पता चलता है कि फिल्म रेनॉल्ड्स नंबर कुछ और नहीं बल्कि 4 गामा μf होगा जहां प्रति यूनिट चौड़ाई द्रव्यमान प्रवाह दर है फिर हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि डाइमेंशनलेस फिल्म मोटाई या नॉन डायमेंशन वाली फिल्म मोटाई क्या है तो वह 𝛿 होगा हम 𝛿 को 𝛿 g13 ρf ρg 1 3 गुना ρf ⅓ μf ⅔ लिख सकते हैं इस परिभाषा के साथ हम क्या पता लगा सकते हैं कि हम प्राप्त कर रहे हैं इन 𝛿 और Re गामा के बीच संबंध जो कुछ और नहीं बल्कि फिल्म रेनॉल्ड्स संख्या है और इन दोनों के बीच थोड़ी सी व्युत्पत्ति आपको साबित कर सकती है कि गामा 𝛿 ¾ Re गामा ⅓ बन रहा है कृपया इसे अभ्यास करने का प्रयास करें यह बहुत मुश्किल काम नहीं है केवल एक टर्म का दूसरे में प्रतिस्थापन आपको सही अभिव्यक्ति देगा इसलिए हम पा सकते हैं कि लैमिनार फिल्म के प्रवाह के लिए डेल्टा स्टार 34Re गामा ⅓ है इसलिए यदि आप 34 ⅓ करते हैं तो डेल्टा स्टार आमतौर पर 909 Re गामा ⅓ बन जाता है टरबुलेंट परत के लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन करें हमें कुछ और अभिव्यक्ति मिलेगी अभिव्यक्ति डेल्टा स्टार निकलकर आएगी जो 115 Re गामा 6 के बराबर है कृपया इस टरबुलेंट का अभ्यास करें आपको वही अभिव्यक्ति मिलेगी ठीक है अगला हमें यह पता लगाने की कोशिश करें कि घर्षण कारकों के लिए क्या होता है इसलिए यदि आप तरल भाग के लिए दो चरण गुणक को देखते हैं ϕ f2 हम जानते हैं कि fTP दो चरण घर्षण कारक बटा ff द्रव भाग घर्षण कारक गुणन uf 2 j f2 यह हमने ड्रिफ्ट फ्लक्स बहाव प्रवाह अध्याय में परिभाषित किया है और फिर हम जानते हैं कि jf को 1 α गुणा uf के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए मैं 1 α के संदर्भ में इस jf और uf को बदल सकता हूं तो यहाँ आपको ϕ f2 बन जाएगा 1 α 2 इस समीकरण का उपयोग करके तो आप यहां प्राप्त करेंगे ϕ f2 1 α 2 fTP ff ठीक है अब अगर हम मानते हैं कि 𝛿 बहुत पतला है तो फिल्म की मोटाई पाइप के व्यास की तुलना में बहुत कम है तो मैं लिख सकता हूं कि फिल्म के लिए आयतन π D 𝛿 गुना uf है दूसरी ओर यदि आप फिल्म के सतही वेग की तुलना करने की कोशिश करते हैं तो वॉल्यूम 4 D2 गुना jf हो जाता है तो अगर आप इस दो की बराबरी करते हैं तो हम इस तरह से uf और jf के बीच संबंध मिलेगा इस तरह से बना लेंगे 4 𝛿 uf के बराबर D jf है थोड़ा गुणन और विभाजन करके आपको यह 4 𝛿 uf ρf μf प्रदान करेगा जो कि D jf ρf μf के बराबर है अब ये और कुछ नहीं बल्कि आपकी रेनॉल्ड्स नंबर की समीकरण हैं यह दो चरण के लिए है और यह केवल तरल भाग के लिए है तो आप रेनॉल्ड्स संख्या को दो चरण के लिए और रेनॉल्ड्स संख्या केवल तरल भाग के लिए खोजते हैं वे समान हैं यह मान लेते हैं कि डेल्टा D की तुलना में बहुत छोटा है इसलिए यदि रेनॉल्ड्स संख्या समान हैं स्पष्ट रूप से घर्षण कारक समान होंगे इसलिए हम लिख सकते हैं ϕf 2 बराबर 1 1 α है इस समीकरण से यदि हम डेल्टा को D से कम मानते हुए इन दोनों टर्म को रद्द करते हैं अब हमें केवल गैस वाले हिस्से को देखने का प्रयास करें तो दो चरण के लिए आप इंटरफ़ेस के पार लिख सकते हैं माइनस dP dz घर्षण कारक 4 τ i D 2 𝛿 के बराबर है और τ i ऐसे लिखा जा सकता है हमने पहले ही समझा दिया है कि ½ fi ρg ug ul2 और गैस के हिस्से के लिए लिए केवल dPdz घर्षण कारक कुछ नहीं है बल्कि 4 τ D और τ g होगा 12fg ρg jg 2 अब यदि हम इन सभी चीजों को प्लग इन करते हैं जिसका अर्थ है कि यह dP dz दो चरण घर्षण कारक dP dz गैस घर्षण कारक दो चरण गुणक ϕ g 2 में गैस अंश घर्षण कारक है तो हम यह पता लगाएंगे कि हम τ i τ g ओवर रूट π 4 D 2 π 4 D 2 𝛿 2 मिल रहा है अब यह मुझे 1 √α देता है और τ i τ g यहाँ पर आता है इसलिए हमें पता चलता है कि दो चरण गैस भाग केवल घर्षण कारक गुणक वास्तव में τ i τ g गुना 1 √α किया जाता है अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि रूट α की गणना कैसे की जा सकती है तो अगर हम देखते हैं कि क्या हम यह ug के बराबर jg α कर सकते है फिर हम यहाँ से τ i τ j को नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह ठीक है बिना किसी तरल वेग को ध्यान में रखते हुए तो इस अभिव्यक्ति में आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास ul हैं तो अगर आप इसे रद्द करते हैं तो हमें ½ fi ρg u g 2 और यह ½ fg ρg jg 2 मिल रहा है तो आप इस तरह से ug और jg के बीच के रिश्ते का पता लगा लेंगे तो अगर हम यह सब τ i और τ g इस अभिव्यक्ति में रखते हैं बिना किसी तरल वेग की पूर्वधारणा के साथ तो हम अंत में fi fg गुना 1α 52 पाएंगे अब घर्षण कारकों के अनुपात के लिए कई विकल्प हैं इसलिए अगर हम पहली बार में मान ले कि दोनों घर्षण कारक समान रूप से इंटरफेसियल घर्षण कारक हैं और गैस केवल घर्षण कारक है तो हम प्राप्त करेंगे कि गैस भाग गुणक 1 α 5 2 है अब वालिस उन्होंने इस समान घर्षण कारक के स्थान पर एक और राय है उन्होंने बताया है तरंगित इंटरफ़ेस के लिए fi fg 1 75 1 α है यदि आप fi fg को देखते हैं तो आपको ϕ g2 1 75 1 α α 52 मिल जाएगा तो आइए इस व्याख्यान को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं इसलिए इस व्याख्यान में हम हमने कुंडलाकार प्रवाह में तरल फिल्म के अंदर अपरूपण प्रतिबल के लिए अभिव्यक्ति निकाली है हमने फिल्म वेग का सूत्रपात किया है दोनों लैमिनार और टरबुलेंट प्रवृत्ति के लिए ठीक है फॉलिंग फिल्म विश्लेषण का उपयोग करते हुए हमने फिल्म रेनॉल्ड्स संख्या फंक्शन के रूप में नॉन डायमेंशनल फिल्म की मोटाई को व्यक्त किया है और अंत में हमने घर्षण कारकों कि गणना की है ठीक या गैस के हिस्से और तरल के हिस्से लिए दो चरण गुणकों को वॉयड अंश के फंक्शन के रूप में कुंडलाकार प्रवाह के विचार के लिए व्यक्त किया है ठीक है इसलिए हमने इस व्याख्यान में संक्षेप दिया है हम अपनी समझ का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रश्न जानें इसलिए हम यहाँ पहले 3 प्रश्न कर रहे हैं फॉलिंग फिल्म सिद्धांत के लिए धारणाओं का उल्लेख करें तो हम यहाँ पर 4 विकल्प दे रहे हैं τ लगभग 0 के बराबर 𝛿 D ρf ρg से और अंत में 𝛿 लगभग 0 के बराबर इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को सही उत्तर मिला है तो आपका पहला और दूसरा τ i लगभग 0 के बराबर और 𝛿 D वास्तव में सही उत्तर है फिर हम इस व्याख्यान में व्युत्पत्ति के दौरान पहले ही चर्चा कर चुके हैं फिर दूसरा प्रश्न ϕg 2 1 α 52 हमारे पास चार विकल्प के लिए मान्य है 4 विकल्प हमारे पास हैं कम गैस वेग कम सापेक्ष वेग शून्य तरल वेग और अंत में नीचे की तरफ तरल वेग शून्य तरल वेग के लिए उत्तर है तो बिना शून्य तरल वेग का उपयोग किए 2 को ug2 में परिवर्तित नहीं किया जाएगा आप इस चीज़ों को रद्द नहीं कर सकते फिर तीसरा प्रश्न 𝛿 D के लिए उन सही रिश्तों का उल्लेख करें जो हमारे पास दो चरण के लिए रेनॉल्ड्स संख्या केवल तरल हिस्से के रेनॉल्ड्स संख्या के बराबर हैं दो चरण के लिए रेनॉल्ड्स संख्या केवल गैस चरण के रेनॉल्ड्स संख्या के बराबर है दो चरण के लिए रेनॉल्ड्स संख्या द्रव्य हिस्से के रेनॉल्ड्स संख्या के बराबर है दो चरण के रेनॉल्ड्स संख्या गैस भाग के रेनॉल्ड्स संख्या के बराबर है स्पष्ट रूप से इसका उत्तर भाग a है दो चरण के रेनॉल्ड्स संख्या तरल पदार्थ हिस्से के रेनॉल्ड्स संख्या के बराबर है तो इसके साथ हम इस व्याख्यान का समापन करेंगे